जबकि बंगाल पहला वास्तविक क्षेत्र था जहां अंग्रेजों का प्रभाव था और इसलिए प्रिंट की वृद्धि की शुरुआत बंगाल से हुई यह देश का उत्तरी भाग है जहां हम 19वीं शताब्दी में प्रिंट को बड़े पैमाने पर विकसित होते हुए देखते हैं जो बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है और इसलिए इस व्याख्यान में हम हिंदी और उर्दू में प्रकाशन को देखेंगे और उत्तरी भारत में हिंदी और उर्दू में प्रकाशन के वृद्धि को देखेंगे अब प्रिंट उत्तर भारत में देर से आया और इसके क्या कारण हैं यद्यपि 1556 में पहली प्रिंटिंग मशीन भारत में आई थी लेकिन विद्वानों ने जिन कारणों को नोट किया है वह यह है कि पेशेवर लेखक या मुंशी चाहते थे कि वे पाठ की तैयारी पर अपने एकाधिकार की रक्षा करें और कहा कि वे सहयोग नहीं करेंगे या वे अपनी पांडुलिपियों को मुद्रण के उद्देश्य के लिए नहीं देंगे और निश्चित रूप से मुद्रण था जो मिशनरियों द्वारा और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया जा रहा था लेकिन हम केवल हम भारतीयों द्वारा किए गए भारतीय आबादी के भीतर प्रिंट संस्कृति के विकास के बारे में बात कर रहे हैं दूसरी बात यह थी कि उत्तर भारतीय शासक वे बेहद अनिश्चित थे याद रखिए यह वह इलाका है जो लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ डटा रहा ये उत्तर भारतीय शासक प्रिंट के राजनीतिक निहितार्थ से चिंतित थे कि क्या यूरोपीय लोग राजनीतिक रूप से अधिक मुद्रण करने लगेंगे और मौखिक प्रसारण की एक वैधता भी थी मौखिक प्रसारण की वैधता ने प्रिंट की स्वीकार्यता की वृद्धि को रोक दिया विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों के संचार के लिए एक वाहन के रूप में लेकिन धार्मिक ग्रंथों की छपाई के लिए अनुष्ठान संबंधी आपत्तियां थीं क्योंकि लोगों को डर था कि मुद्रण स्याही में जानवर वसा था और वह धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र कर देगा तो धार्मिक ग्रंथों के लिए ये आपत्तियां थीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी घबरा रही थी और इसलिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया और इससे उत्तर भारत में नागरिक पद्धति में प्रिंट की शुरुआत में अधिक देरी हुई बहुत पहले तक अधिकांश ग्रंथों का मुद्रण जो उत्तरी प्रांतों में वितरण के लिए थे वह सीधे बंगाल से कलकत्ता से श्रीरामपुर से होते थे लेकिन उत्तर भारत में मुद्रण के शुरुआती क्षेत्र कौन से थे जहां आप मुख्य रूप से छावनी कस्बों को देखते हैं आपके पास लाहौर और कुछ आगरा और कुछ अन्य कस्बे थे और आपके पास कुछ ऐसे शहर भी थे जो भारतीय अदालतें थीं जहां बहुत जल्द ही प्रकाशन शुरू हो गईं और इसमें दिल्ली और लखनऊ लखनऊ अवध की सीट के रूप में शामिल थे जहाँ कुछ संरक्षकों ने कुछ हद तक छपाई को प्रोत्साहित किया और आपके पास मिशनरी शहर भी थे कुछ छावनी कस्बों में भी मिशनरी गतिविधि थी और आपके पास लुधियाना भी था और आपके पास मुफस्सल नगरों में से भी कुछ थे और आपके पास मथुरा और बनारस जैसे कुछ तीर्थ स्थान भी थे इस प्रकार कुल मिलाकर जहां मुद्रण का क्षेत्र था ये मुख्य रूप से ऐसे शहर थे जहां मुद्रण उत्तर भारत में हो रहा था हालांकि उत्तर भारत में प्रारंभिक मुद्रण की एक विशेषता यह थी कि छपाई कई भाषाओं में हो रही थी विभिन्न भाषाओं में यह एक ऐसी भूमि थी जहाँ बहुत से लोग रहते थे विभिन्न समुदाय रहते थे और विभिन्न भाषाओं में छपाई होती थी जो वहां थे विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न भाषाओं में बोलते थे फारसी और अरबी मुगलों और अन्य शासकों की तत्कालीन प्रशासनिक भाषाएं थीं और हिंदी और उर्दू वे भाषाएं थीं जो लोगों के रोजमर्रा के उपयोग की थीं संस्कृत हिंदू धर्मग्रंथों में लिपि के ग्रंथों के विद्वानों की भाषा थी और निश्चित रूप से एक बड़ी बांग्ला बंगाली आबादी थी क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन के अधिकांश हिस्से में भी बंगाल के लोग कर्मचारी थे इसलिए उत्तर भारत में बहुभाषी मुद्रण की संस्कृति थी और वे परंपराओं की बहुलता से उभरे और विविध श्रोताओं तक पहुंचे 1860 तक जो कुछ भी छपाई हुई पर्सो उर्दू संस्कृति के प्रिंट को श्रेष्ठ माना जाता था हिंदी को पाठ्यपुस्तकों तक और मथुरा और बनारस के तीर्थस्थलों में सीमित कर दिया गया जहाँ लोग हिंदी के किताबें खरीदने में रुचि रखते थे वे धार्मिक और विभिन्न प्रकार की कहानियों और अन्य गीतों और अन्य पुस्तकों को खरीदते थे लेकिन हिंदी वास्तव में अस्तित्व में आया जब 1860 के दशक के बाद ही कुछ व्यक्तियों ने प्रयास किया जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अक्सर पाठ्यपुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में छापा जाता था कई भाषाओं में एक ही पाठ्यपुस्तक छापी जाती थी बेशक आज भी होती है कई प्रकाशक एक ही पाठ को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहे थे ब्रिटिश एक निश्चित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता से विभिन्न भारतीय देशी भाषाओं में पुस्तकों का निर्माण कर रहे थे अब दूसरी बात यह हो रही थी कि साक्षर दर्शक भाषाई सीमाओं को पार कर रहे थे ऐसे लोग थे जो विभिन्न भाषाओं का उपयोग कर रहे थे वास्तव में यह वह तरीका है जिसमें प्रिंट के आने से पहले कई विद्वान कवि लेखक वास्तव में भाषाई सीमाओं के पार भाषाओं में लिखा करते थे वे अलग अलग दर्शकों को संबोधित कर सकते थे जब वे अलग अलग चीजें लिख रहे थे और निश्चित रूप से वे अलग अलग भाषाओं की शब्दावली स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे निश्चित रूप से इस क्षेत्र विशेष की हम बात करें तो क्योंकि यह मुगल साम्राज्य के साथ साथ अवध और अन्य छोटे अन्य प्रदेशों के लिए एक तरह का प्रशासनिक केंद्र था जहां कुलीन प्रशासनिक अभिजात वर्ग प्रशासनिक भाषा फारसी प्रशासन की भाषा थी तो जो हिंदू इन प्रशासन में काम करते थे वे फारसी में शिक्षित होते थे उन्हें नास्तिक लिपि के बारे में पता होता था और वे फारस फारसी उर्दू और हिंदी ग्रंथों का उपयोग कर सकते थे वास्तव में इन प्रशासनिक अभिजात वर्ग में से कुछ वे विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथों और ग्रंथों को जैसे भगवद या शिव पुराण या रामायण और महाभारत को नास्तिक लिपि में भी पढ़ते थे तो यह बहुभाषी प्रिंट की प्रकृति है अब फ्रांसेस्का ओरसिनी के मुताबिक बनारस एक विशिष्ट प्रिंट सेंटर के रूप में सीमित हो गया विशेष रूप से क्योंकि यह बहुभाषी परंपराओं में से एक होने के कारण समग्र उत्तर भारतीय लोकाचार के साथ अच्छी तरह से काम करता था इसमें संस्कृत शिक्षा की मजबूत परंपरा थी इसमें ब्रजभाषा की काव्य परंपराएँ भी थीं और इस विशेष क्षेत्र में साहित्यिक उत्पादन की एक महत्वपूर्ण भाषा भी थी इसलिए फ़ारसीकृत उर्दू हिंदुस्तानी का उपयोग प्रशासन के केंद्र के रूप में किया जाता था न कि फ़ारसी पर और अधिक उर्दू में हिंदुस्तानी जो निश्चित रूप से जो अनुकूलन था इस भाषा का जन्म सड़क पर बाज़ार में छावनी शहरों में दैनिक उपयोग के माध्यम से हुआ था और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो दैनिक गतिविधियों में लगे हुए थे वे फ़ारसी के जानकार थे फ़ारसी के बहुत सारे शब्द रोज़मर्रा की भाषा में भी मिल जाते थे वहां अप्रवासी थे वहां प्रवासी थे जो इन क्षेत्रों में आते थे ये बड़े शहर को आते थे जैसे आगरा और मथुरा और बनारस लखनऊ दिल्ली क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र थे और वे काम की तलाश में आते थे तो और वे अपनी भाषा अपने साथ लाते थे इसलिए बनारस में भोजपुरी मराठी नेपाली भी बोली जाती थी यह शिक्षा का केंद्र था और यह अंग्रेजी शिक्षा थी अंग्रेजी भी एक महत्वपूर्ण भाषा थी जैसा कि हम पहले ही नोट कर चुके हैं इस शहर में भी एक महत्वपूर्ण बंगाली आबादी थी वास्तव में टैगोर के शुरुआती कार्यों में से कुछ को यहां मुद्रित किया गया था और आखिरकार वाणिज्यिक मनोरंजन की दुनिया से निकटता के कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया बनारस पारसी थिएटर के साथ साथ नौटंकी के लिए भी केंद्र था तो प्रिंट और इन प्रदर्शन रूपों के बीच बहुत आंदोलन था लोकप्रिय नाटकों के गाने प्रिंट के तैयार सामग्री बन जाते थे और प्रिंट बाजार के भीतर इनका एक व्यावसायिक मूल्य होता था और बनारस में प्रदान की जाने वाली छपाई के संरक्षण को मुख्य रूप से तीन स्रोतों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था सबसे पहले आपके पास शाही संरक्षण था बनारस के महाराजा ने प्रिंट का व्यवहार कला के संरक्षक की अपनी भूमिका के रूप में किया वास्तव में उन्होंने गोलक नाथ द्वारा महाभारत के हिंदी अनुवाद का संरक्षण किया था और उनके दरबारी कवि थे उनके संरक्षक के तहत कवि थे जिन्होंने ब्रजभाषा में भी कविता की रचना की थी अब इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक विचार के विपरीत यह प्रिंटर है जो पुस्तकों की तलाश कर रहे थे हमने देखा कि यूरोपीय संदर्भ में जहां प्रिंटर लगातार पुस्तकों या पांडुलिपियों सामग्री की तलाश में थे जोकि मुद्रित और वितरित हो सके इस विशेष मामले में यह प्रिंटर से संपर्क करने वाले लेखक थे जो लेखक लिखते थे और अपने काम को प्रकाशित करना चाहते थे वे जाकर प्रिंटर से संपर्क करते थे या वे स्वयं छपाई में लग जाते थे और कभी कभी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को धनी संरक्षक द्वारा वित्त पोषित किया जाता था प्रिंटर स्वयं श्रेष्ठ नहीं बन सकते थे जब तक कि लेखक खुद प्रिंटर नहीं बनते और एक निश्चित प्रकार के साहित्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते और तीसरा निश्चित रूप से औपनिवेशिक पहल है यह एक ब्रिटिश काल है इसलिए उपनिवेश हमेशा बना रहा तो शिक्षा और प्रशासन के लिए अंग्रेजी में छपाई हुई एक महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि लिथोग्राफी के माध्यम से भारत के इस उत्तरी भाग में मुद्रण उद्योग में एक बड़ी भूमिका निभाई गई थी अब क्योंकि नक्श या नस्तलीक टाइपफेस जो हम फारसी या उर्दू किताबों के लिए इस्तेमाल करते थे वे बहुत महंगे थे उन्हें उत्पादन करना बहुत मुश्किल था इसलिए जब लिथोग्राफी पेश की गई तो इससे मदद मिली अब लिथोग्राफी वास्तव में क्या है लिथोग्राफी एक सस्ता और आसान विकल्प था जहां वे एक पत्थर पर शिलालेख के माध्यम से उपयोग कर सकते थे और यह विभिन्न रूपों को मुद्रित करने का तरीका बन जाता है और यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखना आसान है और लोगों ने सुलेखक के कौशल का उपयोग किया पांडुलिपि संस्कृति के भीतर सुलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला थी और उस सुलेख कौशल का उपयोग केवल एक चीज में हुआ पत्थर पर इसे हुबहू एक जैसा बनाना था और इसने पांडुलिपि परंपराओं को जारी रखा और क्योंकि यह एक टाइपफेस नहीं था जो उत्पादन करने में बहुत मुश्किल था यह स्थानीय बोलियों को पूरा कर सकता था यह कुछ विशिष्ट विभक्तियों को पूरा कर सकता था जो भाषा में हो सकते थे और उनके पास नहीं था क्योंकि अगर टाइपफेस महंगे होते तो केवल कुछ प्रिंट केंद्रों के पास उपलब्ध होते कुछ प्रेसों के पास इन टाइपफेसों तक पहुंच होती थी और वे भाषा के केंद्रीकरण को नियंत्रित करते थे जो वहां पर होता था जबकि उर्दू प्रकाशन के मामले में जो कुछ हुआ वह इसलिए था क्योंकि प्रत्येक प्रिंटर को उत्पादित लिथोग्राफ ग्राफिक मास्टर मिल सकता था वे स्थानीय बोली को पूरा कर सकते थे इसलिए यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत ने 1824 और 50 के बीच इस विशेष अवधि में यूरोप की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा लिथोग्राफिक कार्यों का उत्पादन किया था इससे पता चलता है कि उत्तर भारत ने लिथोग्राफी को शुरू किया क्योंकि इसने एक निश्चित पांडुलिपि परंपरा को जारी रखने की अनुमति दी थी जो पहले से ही बहुत जीवंत थी इस तरह के कामों के लिए बाजार तीन स्तरीय बाजार का निर्माण किया गया था हमारे पास तीर्थयात्री कारीगर और दुकानदार थे जिन्होंने धार्मिक किताबें किस्सेकहानियां कथात्मक कविताएं और उपन्यास सॉरी रोमांस ज्योतिष मैनुअल खरीदे थे वहाँ सस्ते लिथोग्राफी का उत्पादन किया गया था जो बहुत उच्च गुणवत्ता वाली लिथोग्राफी नहीं थी जो अक्सर बाजार में उपलब्ध सस्ते कागज पर मुद्रित होती थी तो यह बाजार की सबसे निचली श्रेणी थी लेकिन सबसे बड़ा बाजार था इसलिए इसकी मात्रा बहुत अधिक थी हालांकि कोई व्यक्ति बहुत महंगी किताब का उत्पादन नहीं कर रहा था बहुत उच्च गुणवत्ता वाली किताबें नहीं बल्कि वे बहुत बड़ी संख्या में किताबों का उत्पादन कर रहे थे और वह भी वितरण की अधिक मात्रा के साथ दूसरा स्तरीय बाजार का मध्य स्तर व्यापारियों और छात्रों का था जो ब्रजभाषा या अन्य आधुनिक रूपों के साहित्य में कविता को पढ़ते थे जो यूरोपीय साहित्य के रूप थे यहां तक कि उपन्यास भी और परिष्कृत पढ़ने के उच्चतम स्तर पर मौलवी और मुंशी थे जो धार्मिक पुस्तकें और कानून की किताबें शिक्षा और चिकित्सा पर किताबें पढ़ते थे जिसमें उच्च गुणवत्ता की लिथोग्राफी बेहतर बाध्यकारी और परिष्करण होता था इस प्रकार यह अत्यधिक कीमत वाले बाजार थे और ये तीन प्रकार के बाजार हैं जो प्रचलित थे और पुस्तकें तदनुसार मुद्रित होती थीं और कुछ प्रिंटर विशिष्ट बाजारों को पूरा करते थे उत्तर भारत में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों ने कलकत्ता की तुलना में कहीं अधिक प्रमुख भूमिका निभाई जो किताबों का एक केंद्र था उत्तर भारत में मुद्रण मुख्य रूप से समाचार पत्रों के आसपास केंद्रित था लेकिन ये समाचार पत्र आज के समाचार पत्र जैसे नहीं थे इन समाचार पत्रों में लेख मित्रों के पत्रों पर आधारित होते थे और संवाददाता और संपादक इन पत्रों के आधार पर अपने लेख लिखते थे वे बिल्कुल नई कहानियाँ नहीं थीं वे कभी कभी अंग्रेज़ी अख़बारों से अनुवाद भी करते थे इसलिए वे खबर के लायक नहीं थे लेकिन वे स्थानीय आबादी देशी आबादी तक पहुँचाने में कामयाब रहे 1890 के दशक के बाद साहित्यिक पत्रिकाएँ थीं जिन्होंने माँग को विनियमित करने में मदद की यह सुनिश्चित किया कि किताबें बिक जाएं उनके लिए तैयार दर्शक थे और ग्रंथों के वितरण में मदद करते थे इसलिए उपन्यासों के सिलसिले और कहानियों की अन्य छपाई ने इन साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से एक महान प्रेरणा प्राप्त की जो अस्तित्व में आई अब यदि हम मशीनरी के विकास को देखें हिंदी उर्दू मुद्रण की संरचनाओं को देखेंतो हम पाते हैं कि बेशक उपनिवेशवादियों के साथ साथ मिशनरियों के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत फोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी विभाग था जिसने प्रशासकों के लिए आधार प्रदान किया यह संस्था कलकत्ता में स्थापित हुआ और यह 18 वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत की बात है और मिशनरियों के पास श्रीरामपुर में बैपटिस्ट मिशन प्रेस था जो शाब्दिक शिक्षा के साथ साथ कलकत्ता में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते थे और 1820 के बाद आपके पास उत्तर पश्चिम में प्रिंटिंग प्रेस थे आपके पास सूरत लुधियाना मिर्जापुर इलाहाबाद मुज़फ्फरनगर में प्रेस थे और इन प्रेस ने दोनों मिशनरियों के साथ साथ स्कूल बोर्ड सोसाइटीज़ को भी समर्थन दिया था अब एक महत्वपूर्ण बात जिसे हम अपने व्याख्यान में और अधिक जानना चाहेंगे अन्वेषण करेंगे वह यह है कि नागरी और नास्तिक लिपियों के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग संबोधित करने के लिए एक वैचारिक रूप से निर्धारित नीति थी इसलिए जब वे एक हिंदू आबादी को संबोधित करना चाहते थे तो उपनिवेशवासी नागरी लिपि का उपयोग करते थे जबकि जब वे मुस्लिम आबादी को संबोधित करते थे तो वे नास्तिक लिपि का उपयोग करते थे और इससे उन दो समुदायों के बीच अंतर पैदा होता था जिससे उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत प्रभावित हुआ था स्वदेशी प्रयासों में से कुछ प्रयास क्या थे हैदराबाद के निज़ाम ने एक प्रेस का अधिग्रहण किया लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया लखनऊ के गाज़ीउद्दीन हैदर ने 1817 में एक प्रेस स्थापित किया 1820 में पहले हिंदी और उर्दू समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होते थे राजा राममोहन रॉय एक फ़ारसी साप्ताहिक प्रकाशित करते थे हरिहर दत्त द्वारा पहला उर्दू पत्र 1822 में और साथ ही साथ पहला हिंदी पत्र कलकत्ता से जुगल किशोर द्वारा 1826 में प्रकाशित किया गया था इसलिए आप देखते हैं कि स्वदेशी प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा और औपनिवेशिक प्रयास वास्तव में मुख्य रूप से कलकत्ता से शुरू हुआ क्योंकि हम समझते हैं कि इस विशेष क्षेत्र के शासक मुद्रण तकनीकों का बहुत स्वागत नहीं कर रहे थे और इसलिए प्रिंटिंग प्रेस को वहाँ स्थापित नहीं किया जा सकता था इसलिए किताबें औपनिवेशिक केंद्र कलकत्ता में छपती थीं और फिर उन्हें शेष दुनिया में वितरित किया जाता था बाकी उपमहाद्वीप में वितरित किया जाता था ताकि बेहतर प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप हो सके इसलिए हम जानते हैं कि 1850 के बाद 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम के बाद या हुए मुटिनी विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में अंग्रेजों को इस क्षेत्र की आधिपत्य हासिल हुई और यह वह समय है जब इस विशेष स्थान पर वास्तव में प्रिंट की शुरुआत हुई अब हम स्क्रिप्ट की पसंद के इस प्रश्न की ओर मुड़ेंगे इसलिए हिंदी और उर्दू के बीच यह अंतर या जिसे सामूहिक रूप से हिंदुस्तानी कहा जाता है यूरोपीय लोगों के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित था जिस तरह से यूरोपीय लोग वास्तव में भाषा के सवाल पर पहुंचे क्योंकि हम समझते हैं कि 19 वीं सदी के औपनिवेशिक प्रशासक वे यूरोप से आए थे जहां राष्ट्रीय पहचान आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र राज्यों का आधार बन गई थी और इन्हें भाषाई रूप से राष्ट्र राज्य भाषाई राष्ट्रवाद परिभाषित किया गया था और भाषा और धर्म आधारित राष्ट्रीय पहचान के इस तर्क में धर्म ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इनमें से कुछ राष्ट्रों की पहचान या तो प्रोटेस्टेंटिज़्म या कैथोलिक धर्म के साथ होती थी जैसा कि हमने यूरोप में प्रिंट पर अपने व्याख्यान में देखा है और उन्होंने भाषा या धर्म पर आधारित राष्ट्रीय पहचान के इस तर्क को आंतरिक रूप से देखा था भारत में उन्होंने बहुभाषी और बहु जातीय समाज के बीच एकरूपता के उस तर्क को दबाने की कोशिश की जब वे भारत में मुठभेड़ करते थे तो वे पाते थे कि उत्तर भारत के मामले में हमने विशेष रूप से देखा है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ कई भाषाएँ बोली जाती हैं लोगों द्वारा और साथ ही अभिजात वर्ग द्वारा और यह यूरोपीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि वे प्रशासकों के रूप में समझ सकें इसलिए उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रीय एकरूपता को दबाने की कोशिश की वे भारतीय लोगों को एक के बजाय कई राष्ट्रीयताओं के रूप में देखने की कोशिश कर रहे थे जो संभवतः सही हो सकता है लेकिन वे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे और लचीलेपन को बनाए रखने के बजाय जो एक मौखिक और पांडुलिपि ब्रह्मांड के भीतर निहित हैउन परिवर्तनों को ठोस बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसे बंद करने और ठोस बनाने की कोशिश की गई जिसने अपरिवर्तनीय परिवर्तनों का एक निश्चित समूह बनाया जिससे इन प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में फूट पड़ गई और ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय थे वे आज भी जारी हैं और यह सब हस्तक्षेप यह प्रशासनिक हस्तक्षेप वास्तव में फोर्ट विलियम के छपाई से शुरू हुआ 1801 में जॉन गिलक्रिस्ट को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और सही मायने में उनकी मंशा थी कि वह हिंदुस्तानी मुद्रण को लोकप्रिय बनाएं और इसलिए उन्होंने 1802 में हिंदुस्तानी प्रेस की स्थापना की और टाइपफेस और अन्य को प्राप्त किया उनका संपूर्ण मार्गदर्शक विचार टू नेस या भाषाई द्वंद्व का विचार था इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जो उन्होंने समझा था कि हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी लेखन या मुद्रण करने के दो तरीके हैं एक भाषा है जो रोजमर्रा के उपयोग की मिश्रित भाषा है और दूसरी गैर मिश्रित भाषा है वह भाषा जिसमें से फारसी और अरबी शब्द जिसे वह मुस्लिम मूल के शब्द के रूप में देखते थे हटा दिए गए थे तो वहां हिंदुस्तानी से अरबी और फ़ारसी शब्दों को अलग करने और उन्हें संस्कृत शब्दों के साथ बदलने की प्रक्रिया थी इसलिए उन्होंने उस प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण किया इसलिए उन्होंने कुछ भाखा मुंशियों को नियुक्त किया जिन्हें उन्होंने नागरी लिपि का उपयोग करके हिंदवी ग्रंथ तैयार करने का काम सौंपा तो इस तरह के पवित्र हिंदुस्तानी या हिंदवी जिसमें से फ़ारसी और अरबी शब्द हटा दिए जाते थे वह नागरी लिपि का उपयोग करते थे इसने हिंदी और उर्दू के बीच एक द्वंद्ववाद की शुरुआत की जो पहले एक ही भाषा थी उसी भाषा का मिश्रण जो अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से बोली जाती थी अब उस में मतभेद होने लगे और गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम प्रेस हिंदुस्तानी प्रेस के माध्यम से क्या किया कि विशेष कैनन कुछ पुस्तकों को कुछ ग्रंथों को बनाए रखा जो कि अधिक हिंदू हिंदी दर्शकों के लिए थे और एक मुस्लिम के लिए अलग ग्रंथ थे जो मुस्लिम मिश्रित दर्शकों के लिए फारसी और अरबी शब्दों के साथ बनाए गए थे जिन्हें उन्होंने तब उर्दू का नाम दिया था ये ऐसे शब्द थे जो विनिमेय शब्द थे लेकिन गिलक्रिस्ट के साथ ये शब्द अलग अलग होने लगे अब हम सिर्फ एक पल के लिए एक कदम पीछे जाएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में आज भी यह मौजूद है लिपि की तुलना में अधिक भाषा हैं कभी कभी एक निश्चित स्क्रिप्ट का उपयोग किया जा सकता है विभिन्न भाषाओं के लिए कुछ निश्चित वर्णमाला का उपयोग किया जा सकता है हम जानते हैं उदाहरण के लिए बहुत स्पष्ट रूप से यूरोप में विभिन्न यूरोपीय भाषाओं इतालवी फ्रेंच अंग्रेजी में वे मुख्य रूप से रोमन लिपि का उपयोग करते हैं पुर्तगाली और स्पैनिश भी उपयोग करते हैं और लेकिन कुल मिलाकर सामान्यतः यह रोमन लिपि का अनुसरण करते हैं भारत में भी हम पाते हैं कि कई भाषाओं में नागरी लिपि का उपयोग किया गया है और ब्राह्मी लिपि का अनुसरण किया जाता है और बंगाली और असमिया के बीच बड़े और कुछ छोटे परिवर्तनों के साथ और निश्चित रूप से मणिपुरी भी हाल ही में ब्राह्मी लिपि का उपयोग लेखन के लिए करने लगे तो ऐतिहासिक रूप से भाषा और लिपि के बीच प्रत्येक से अलग पत्राचार नहीं है हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है हर लिपि की पहचान हमेशा एक भाषा से नहीं होती है और यह कुछ ऐसा है जो मौखिक और लिखित भाषाओं के बीच के विकास के इतिहास के कारण होता है भाषाएं मौखिक और लिखित दोनों हो सकती हैं वे लिखित और मौखिक संचार के लिए भी लिखी जा सकती हैं मौखिक संचार और मौखिक रूप निश्चित रूप से अधिक लचीले होते हैं जो अलग अलग रूप ले सकते हैं इसलिए अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं लेकिन जब उन्हें लिखा जाता है तो स्क्रिप्ट कम लचीला होता है यह एक प्रकार का निश्चित रूप है और केवल कुछ समुदायों को ही पांडुलिपि उत्पादन और पांडुलिपि प्रसारण में संलग्न करने में सक्षम होने की साक्षरता है और इसलिए लिपियों की संख्या सीमित है दुनिया में कई भाषाएं हो सकती हैं जिनमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होगी बिना वर्णमाला के भाषाएं हो सकती हैं और जो पूरी तरह से ठीक काम करती हैं क्योंकि वे मौखिक प्रसारण में संलग्न होते हैं और विशेष रूप से हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी के मामले में यह एक भाषा के साथ दो लिपियों का मामला है इस प्रकार हिंदुस्तानी एक उर भाषा थी जो यदि हम भाषाई ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में या मध्य भारत आर्यन क्षेत्र में सदियों से उपयोग के माध्यम से विकसित हुई है और हमने देखा कि विभिन्न हिस्सों विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे जो यहाँ आए और बस गए एक बातचीत के माध्यम से हर दिन के आदान प्रदान के माध्यम से उन्होंनेएक खास तरह की जनभाषा विकसित की जिसे हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाने लगा और विभिन्न लिपियों का उपयोग इस भाषा के लेखन के लिए किया जा सकता है दोनों नागरी लिपि जो सबसे ऊपर है और नस्तलीक लिपि जो सबसे नीचे थी कोई भी नास्क लिपि का भी उपयोग कर सकता है इस भाषा के कई नाम थे क्योंकि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था लोग इसे हिंदी उर्दू हिंदवी या रेख्ता कई भाषा कहते थे और यह भाषाएं जो कई स्रोतों कई अन्य भाषाओं से ली गईं थी एक साथ मिश्रित हो गईं तो इसलिए जिन लोगों को विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षित किया गया था जैसे खड़ी बोली या प्राकृत या संस्कृत और फ़ारसी अरबी वे आपस में मिलते थे और एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे और इस भाषा का उत्पादन करते थे जिस तरह की भाषा आज भारत में युवा बोलते हैं बड़े शहरों में कई युवा हिंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण बोलते हैं या लोग तेलुगु और अंग्रेजी या तमिल और अंग्रेजी के मिश्रण को एक साथ बोल सकते हैं क्योंकि आप लगातार एक ब्रह्मांड में उलझे हुए हैं जहां कई भाषाएं हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं प्रशासनिक उद्देश्य के लिए शिक्षा घर पर बाजार में और इसलिए इन भाषाओं में तब लोग शब्दों को मिलाते रहते हैं कोड स्विच करते रहते हैं और इससे एक निश्चित जन भाषा का उत्पादन होता है भाषा का आधार वाक्य विन्यास सर्वसाधारण मूल का होता है लेकिन अंग्रेजी या फारसी या अरबी जैसी कुछ अधिक शक्तिशाली भाषाओं से बहुत अधिक उधार लिया गया है और यह रोजमर्रा के उपयोग का हिस्सा बन गया है कोई भी इस भाषा को अपने पिछले संस्करणों से अलग पहचानने में सक्षम नहीं है यह एक निश्चित आकार लेती है भाषा एक निश्चित आकार लेती है अब आइए देखें कि राहुल सांकृत्याना ने हिंदी को किस तरह परिभाषित किया वे कहते हैं "हिंदी उन सभी भाषाओं को शामिल करती है जो आठवीं शताब्दी के बाद 'सूबा हिंदुस्तान' में उभरी हैं यह क्षेत्र जो हिमालय और पंजाबी सिंधी गुजराती मराठी तेलुगु उड़िया और बंगला भाषाओं से जुड़े सभी क्षेत्रों से घिरा हुआ है इसके पुराने रूप को मगही मैथिली ब्रजभाषा वगैरह कहा जाता है यह आधुनिक रूप है जिसे दो पहलुओं के तहत माना जा सकता है खारी बोल नामक एक व्यापक रूप से प्रचलित रूप जिसे फारसी वर्णों में लिखा गया है जो कि नस्तलीक वर्ण है और अरबी और फारसी शब्दों की अधिकता के साथ उर्दू और विभिन्न स्थानीय भाषाओं को कहा जाता है जो अलग अलग जगहों मगही मैथिली भोजपुरी में बोली जाती हैं बनारसी अवधी कन्नौजिम और ब्रह्मंडली वगैरह इसलिए विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ स्थानीयकृत परिवर्तन होंगे लेकिन आप कह सकते हैं कि वे अलग अलग भाषाएं हैं लेकिन लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं और यह मूल रूप से उद्देश्य था ताकि लोग एक दूसरे के साथ यात्रा और व्यापार में संलग्न हो सकें जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने कई वर्षों के दौरान भारत के भाषाई सर्वेक्षण का संचालन किया उन्होंने लिखा कि यह आमतौर पर कहा जाता है और माना जाता है कि बंगाल और पंजाब के बीच गंगा की घाटी में केवल एक ही भाषा है जो है हिंदी इसकी कई बोलियों के साथ अब हम मुख्य भाषा और बोलियों के बीच इस विशिष्ट अंतर से असहमत हो सकते हैं जैसा कि हमने दास्तानगोई पर अपने व्याख्यान में यह भी बताया कि कैसे विजयदान देथा ने विभिन्न कहानियों को इकट्ठा करने के अपने प्रमुख उद्देश्यों में वास्तव में एक बड़ी हिंदी भाषा के आधिपत्य पर सवाल उठाया था और राजस्थानी भाषा को वास्तव में अपनी संस्कृति को उपयोग करना और पनपने देना उनका उद्देश्य था इसलिए मुझे लगता है कि हम एक बड़ी मूल भाषा और विभिन्न बोलियों के बीच इस अंतर का मुकाबला करते हैं जो वास्तव में प्रत्येक भाषा है प्रत्येक स्थानीय भाषा अपने आप में एक भाषा है लेकिन ग्रियर्सन से ली गई बात यह है कि ग्रियर्सन इस पूरी अवधि की भाषा को हिंदी के रूप में पहचानते हैं लेकिन दूसरी ओर 1869 में सैयद अहमद खान जब उन्होंने उसी क्षेत्र में यात्रा की तो उन्होंने नोट किया कि इलाहाबाद से लेकर बॉम्बे तक के सभी रास्ते गाँवों और बाजारों में और सरकारी अधिकारियों और सभी विभागों के चपरासियों के साथ गाड़ियाँ और हर जगह जब मैंने उर्दू में बातचीत की और हर जगह लोगों ने उर्दू में ही समझा और जवाब दिया अब बात यह है कि ग्रियर्सन और सैयद अहमद खान दोनों वे एक ही भाषा के बारे में बात कर रहे हैं एक इसे हिंदी के रूप में पहचान रहा है और दूसरा उर्दू में पहचान रहा है क्योंकि वे दोनों रोजमर्रा की उपयोग की भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये विनिमेय शब्द हैं जो एक ही तरह की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां है हालांकि ग्रियर्सन ने भी गिलक्रिस्ट की आलोचना की याद रखें कि गिलक्रिस्ट ने नागरी लिपि या नास्तिक लिपि के उपयोग के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग ग्रंथों को बनाए रखने की इस प्रक्रिया को शुरू किया था और ग्रियर्सन कहते हैं गिलक्रिस्ट यह लगभग 100 साल बाद है कि वह नोट करते हैं ध्यान देते हैं लेकिन वह कहते हैं कि गिलक्रिस्ट ने यह कहने की प्रारंभिक गलती कर दी कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा है और उन्होंने इसे पूर्व अवस्था में वापस लाने की कोशिश की और मूल हिंदू स्वरूप में बदलने का प्रयास किया उन्होंने अरबी और फ़ारसी के सभी शब्दों को बदलकर वहां हिंदू संस्कृत वाले शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया इसलिए उन्होंने जो कहा कि वह हिंदू था वास्तव में जिसका अर्थ था कि वह संस्कृत था इसलिए हम यह देखते हैं कि गिलक्रिस्ट के बारे में यह परिप्रेक्ष्य और निश्चित रूप से यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक संपूर्ण औपनिवेशिक विचारधारा है जो एक यूरोपीय प्रशासनिक विचार से उभर रहा है कि एक राष्ट्र की एक ही भाषा हो सकती है और इसलिए यदि वहाँ कई भाषाएं हैं निश्चित रूप से आप लोगों के विभिन्न समुदायों को देख रहे हैं और उन्हें अलग तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है और इस तरह से यूरोपीय वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे थे गिलक्रिस्ट जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में क्या करना चाह रहे थे वह न्याय करने की कोशिश कर रहे थे यह एक विलक्षण मकसद नहीं था यह कुछ ऐसा है वह वास्तव में हिंदुस्तानी के विकास को चाहते थे और उन्होंने इसका सबसे अच्छा तरीका यह सोचा कि वास्तव में विभिन्न लोगों से विभिन्न लिपियों में और विभिन्न भाषाओं के माध्यम से बात करने से हिंदुस्तानी का विकास होगा क्योंकि वही तकनीकी तरीका है जो यूरोपीय उपनिवेश वादियों ने लाया था और इस तरह से ब्रिटिश राज में 19 वीं शताब्दी में जब वे काम कर रहे थे तो ब्रिटिश प्रशासन को प्रभावित करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और समूहों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए थे वे उनसे भाषा के एक विशेष संस्करण को अपनाने की आवश्यकता पर उन्हें प्रभावित करने के लिए कह रहे थे और यह दबाव स्वयं भारतीयों की ओर से आ रहा था और दशकों से प्रशासनिक और शैक्षिक विभाजन को देखते हुए यह ध्रुवीकरण ज्यादातर धार्मिक विषयों के बीच हो गया तब तक समेकित होता रहा जब तक कि यह पूरी तरह से ध्रुवीकृत नहीं हो गया इसलिए यदि आप इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं तो कृपया आलोक राय के हिंदी राष्ट्रवाद के अद्भुत पाठ को देखें जहां वह वास्तव में इन प्रक्रियाओं के विवरणों को देखते हैं जिसके माध्यम से विशिष्ट दबाव हित समूह और दबाव समूह वास्तव में ब्रिटिश प्रशासन को प्रस्ताव देते हैं कि वह वास्तव में एक ही भाषा में विश्वास करें यहां वह हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि वह हिंदी भाषा को दूसरे भाषा से अधिक महत्व देते थे जैसा कि हम समझते हैं अब शिक्षाशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब यदि आप हिंदुस्तानी को दोनों लिपियों में देखते हैं तो यह तभी सुलभ हो जाता है जब आप दोनों लिपियों को जानते हैं वे तभी विनिमेय दिखते हैं जब हम दोनों लिपियों को देखते हैं इसलिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए यहाँ हम दो भिन्न लिपियों का भी उपयोग कर रहे हैं लेकिन आधुनिक भारत में जहाँ अधिक लोगों को दोनों लिपियों को पढ़ने में सक्षम होने की संभावना है और समझने की आवश्यकता है कि वे मूल रूप से एक ही बात के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन क्योंकि अब आपको कम संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो नागरी और नस्तलीक दोनों को पढ़ने में सक्षम हैं कि हमें यह भी पता नहीं है कि उस अन्य भाषा में क्या लिखा गया है और ऐसा लगता है कि यह एक दूसरे से स्क्रिप्ट में बहुत अलग है और यह एक बहुत अलग भाषा है लेकिन जब हम जिस अवधि के बारे में बात कर रहे हैं 18 वीं सदी के अंत और 19 वीं सदी की शुरुआत में यह एक ऐसी अवधि थी जहां आज की तरह कुछ विशिष्ट अभिजात वर्ग था जो द्विभाषी था हम एक देश के रूप में हम द्विभाषियों का देश हैं और हम समझ सकते हैं कि हम में से कुछ वास्तव में दो से अधिक भाषाएँ बोल सकते हैं हम तीन भाषाओं को पढ़ और समझ सकते हैं हम में से प्रत्येक इसलिए 18 वीं सदी के अंत में और 19 वीं सदी की शुरुआत में एक कुलीन वर्ग थे जो इन दोनों लिपियों को पढ़ सकते थे और उनके बीच आदान प्रदान कर सकते थे निश्चित रूप से इसके बोलने में इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा और वास्तव में यदि आप इस विशेष अनुभव को ध्यान दें जहां यदि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के वक्ताओं के लिए आयोजित साक्षात्कार सुनते हैं तो बहुत बार हम भारतीय लोग जो हिंदी को समझते हैं हम सक्षम होते हैं कि उनकी अधिकांश बातें सही से समझ पाएं जो वे कह रहे हैं तो संचार एक अलग संभावना है इसलिए मौखिक में बोलने में बाजार में दुकानों में गलियों में यह एक कठिनाई नहीं है लेकिन शैक्षणिक रूप से यह एक कठिनाई बन जाती है यदि दो अलग अलग समुदायों को दिए गए प्रशिक्षण में बहुत अंतर हो तो जो भिन्न लिपि पर आधारित होते हैंतब लगता है कि एक ही भाषामेरा मतलब है कि जो अविच्छेद्य लगते हैं दो अलग अलग भाषाओं के रूप में है और यह 20 वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत बहुत ही राजनीतिक मुद्दा बन गया और आलोक राय ने हिंदुस्तानी शब्द के खींचतान के बारे में बताया इस हिंदुस्तानी शब्द इस तरह देखा गया था हिंदुस्तानी के पारिभाषिक समझौते ने दोनों पक्षों को असंतुष्ट और संदिग्ध बना दिया प्रत्येक ने हिंदुस्तानी को दूसरे पक्ष के ट्रोजन घोड़े के रूप में देखा इसका अर्थ या तो यह हो सकता है कि हिंदी हिंदुस्तानी की ही तरह थी जिस मामले में मुल्ला के पास हथियार था या यह कि हिन्दुस्तानी हिंदी का एक विकल्प था जिसमें पंडित काफी संदिग्ध और उग्र था और निष्कर्ष निकाला कि हिंदुस्तानी उर्दू के लिए एक छलावा था और इसलिए ये मतभेद बढ़ते रहे और निश्चित रूप से भारतीय नेताओं और विभिन्न हित समूहों ने इस तरह के वातावरण में कार्य किया जो कि प्रिंट के औपनिवेशिक प्रयोग द्वारा लाया गया था लेकिन जिस चीज पर मैं एक पल के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह है भाषा की इस तरह की राजनीति में प्रिंट की भूमिका भाषा की इस तरह की राजनीति को दो में तब्दील करना क्योंकि मौखिक रूप परिवर्तनीय हैं वे बदल सकते हैं इसलिए जब हम बोल रहे होते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो हम अधिक सचेत होते हैं हम उन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो अक्षर विन्यास में सही होते हैं जो व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और जबकि मुद्रित रूप कम से कम लचीले होता है क्योंकि एक बार जब यह मुद्रित हो जाता है और वितरित किया जाता है तो विशेष पुस्तक की सैकड़ों हजारों प्रतियां एक ही रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक किताब के छपने से पहले ही टाइपफेस उपलब्ध होते हैं कुछ कारखाने हैं जो विभिन्न मुद्रण स्थानों के बीच वितरण के लिए टाइपफेस का उत्पादन करते थे इसलिए यह टाइपफेस का निर्माण है जो एक निश्चित प्रकार की भाषाई अभिव्यक्ति की एक निश्चित एकाग्रता की ओर जाता है और प्रिंट कम से कम परिवर्तनीय है और इस सीमा को पार करना असंभव बना देता है जो कि पहले उत्तरी प्रांतों के भीतर भाषा के उपयोग की आदत थी प्रिंट इस विकल्प को अपनाने का एक तरह का दबाव डालता है जबकि लेखन के दौरान भाषा में अधिक संस्कृत या अधिक फारसी शब्दों के बीच यह झगड़ा व्यक्तिगत वरीयताओं द्वारा तय किया जा सकता है उदाहरण के लिए अगर मैं संस्कृत शब्दों को अधिक पसंद करता हूं तो मैं जब कुछ भी लिखता हूं या मैं जब कविता लिखता हूं तो मैं अधिक संस्कृत शब्दों का उपयोग करता हूं मुझे लगता है कि मेरी काव्य क्षमताओं को अधिक संस्कृत शब्दों के उपयोग के माध्यम से बेहतर रूप से व्यक्त किया जा सकता है जबकि कोई और जो पूरी तरह से आसानी से फारसी शब्द का उपयोग करने में सक्षम होता है उसी विशेष संदर्भ में और इसके बारे में अधिक सहज महसूस कर सकता है मैं वह कर सकता हूं जब मैं लिख रहा होता हूं लेकिन जब छपाई हो रही होती है तो प्रिंट जम जाता है प्रिंट उसे परिभाषित करता है प्रिंट परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और इसलिए ये दोनों परंपराएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाती हैं इसलिए प्रिंट एक निश्चित भाषा के मानकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है हमने देखा कि यूरोप के मामले में और उत्तरी भारत के मामले में हम जो देखते हैं वह यह है कि एक एकल मानक बनाने के बजाय मानकीकरण की प्रक्रिया वास्तव में दो मानक बनाती है और इस विशिष्ट स्थिति में वे लगभग दो अलग अलग भाषाएँ बन जाते हैं अब हम अब के दो अलग अलग साहित्य हिंदी और उर्दू के विकास की स्थिति पर अपनी चर्चा पर लौटेंगे इसलिए 1860 के दशक तक उर्दू की स्थिति यह थी कि उर्दू ने लगभग फारसी की जगह ले ली प्रशासन की भाषा के रूप में और अभिजात वर्ग की भाषा के रूप में उभरी और यही बात यूरोप के मामले में भी हो रही थी जहां लैटिन को स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था यहाँ फ़ारसी को लोकप्रिय भाषा के रूप में बदल दिया गया था और जब मैं कहता हूं कि उर्दू इस विशेष मामले में इसका अर्थ हिंदुस्तानी भी है और हालाँकि यह नास्तिक लिपि है जो वास्तव में उत्तर भारतीय मुद्रण पर हावी था हिंदी की छपाई में समय लगा हिंदी अप्रधान थी मुख्य रूप से मिशनरियों और औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा निर्मित स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के लिए हिंदी मुद्रण विद्वानों के विकास ने इसे तीन अवधियों में विभाजित किया है पहला मिशनरी काल है जो मिशनरियों के साथ साथ औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा चलाए जा रहे थे और ये प्रेस भारतीयों द्वारा संचालित किए गए थे और क्योंकि वे भारतीयों द्वारा संचालित थे उन्होंने मुद्रण तकनीक को फैलाने में मदद की क्योंकि भारतीय मुद्रण की कामकाज का कौशल सीखते थे और वे मुद्रण प्रौद्योगिकी के प्रसार में मदद करते थे इसके बाद आपके पास भारतीय प्रिंटरों द्वारा की जाने वाली छपाई थी नवल किशोर प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम सभी जानते हैं जब हमने अमीर हम्जा की कहानियों को देखा जो कि नवल किशोर प्रेस द्वारा कई संस्करणों में छपे थे तिलिस्म ए हसरूबा की कहानियां सबसे लोकप्रिय थीं जो नवल किशोर प्रेस द्वारा छापी गई थीं जो उत्तर भारत में मुद्रण की गंभीर व्यावसायिक सफलता का पहला मामला था और इसके बाद यह पटना का खगडविलास प्रेस है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतेन्दु हरिश्चंद्र के प्रकाशक थे जो लगभग एक ऑल राउंडर थे जिन्होंने कई शैलियों में प्रकाशित किया था उन्होंने बनारस में हिंदी प्रिंट संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई उनका कैरियर बहुत ही छोटा था लेकिन गहन रूप से उत्पादक था उनकी प्रकाशन लगभग हर कुछ हफ्तों में होती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रकाशन के लिए लिखा था उनका लेखन बहुत गहरी जागरूकता दिखाता है यह एक ऐसा कोर्स नहीं है जहां हम वास्तव में साहित्य पर चर्चा करते हैं हम वास्तव में साहित्यिक मॉडल या साहित्यिक विश्लेषण को नहीं देखते हैं लेकिन अगर हम हरिश्चंद्र का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उनका लेखन श्रोता के बजाय पाठक के लिए लिखे जाने के इस निशान को दर्शाता है वे बहुत निर्णायक रूप से प्रकाशन के मौखिक मोड को त्याग कर मुद्रित मोड के भीतर लिखित मोड को महत्व देते थे और अपने शुरुआती करियर में उन्होंने बंगला से साहित्यिक मॉडल को अपनाया जिसमें से अधिकांश हिंदी लेखन वास्तव में विकसित होते हैं और यहां आप सीढ़ी देख सकते हैं क्योंकि बंगला वह भाषा थी जिसमें आधुनिक भारतीय साहित्य जल्दी विकसित होता है हम पाते हैं कि बंगला लेखक यूरोपीय मॉडल औपनिवेशिक यूरोपीय मॉडल से प्रभावित थे लेकिन बाद में बंगला लेखकों ने अन्य साहित्य अन्य क्षेत्रों के अन्य लेखकों को प्रभावित किया बंगला मॉडल बन गया इसलिए हम आधिपत्य की सीढ़ी को देख सकते हैं जो अधिक शक्तिशाली बन गया आपके साहित्यिक रूप उन लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था तो यूरोपीय मॉडल बंगला में आते हैं और बंगला से फिर वे हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में चले जाते हैं इसलिए शुरू में भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने शुरू में बोलचाल की हिंदी में बंगला कहानियों का अनुवाद किया और उसके बाद हिंदी साहित्य और प्रिंट संस्कृति पर उनका प्रभाव पड़ा उन्होंने नाटक और कविताएँ और निबंध लिखे और एक पत्रकार के रूप में उन्होंने नियमित रूप से योगदान दिया भारतेन्दु के नक्शेकदम पर चलते हुए रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन प्रेस की स्थापना की वह ऐसे व्यक्ति थे जो शुरुआत से ही बहुत विनम्र थे उन्होंने एक पुस्तक विक्रेता के रूप में शुरुआत की लेकिन भारतेन्दु से बहुत प्रोत्साहन मिला और इसलिए भारतेन्दु वास्तव में न केवल अपने लेखन के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया उन्होंने अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की और उनसे संबंध बढ़ाया और इस तरह उन्होंने हिंदी लेखन के विकास को प्रोत्साहित किया और जब आप हिंदी लेखन के बारे में बात करते हैं तो आप उस हिंदी लेखन के बारे में बात करते हैंजो कि उर्दू से अलग है इसलिए यह अब अच्छी तरह से और सही मायने में एक अलग भाषा के रूप में हिंदी में है उन्होंने कलकत्ता की यात्रा की और सेकंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और वह खुद एक अनुवादक और एक उपन्यासकार थे और भारत जीवन प्रेस यह दो तरह के साहित्य पर आधारित है एक इसका लगभग आधा संग्रह ब्रजभाषा कविताओं और गीतों का था लेकिन उनके प्रकाशनों की रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा बंगला उपन्यासों के शुरुआती हिंदी अनुवाद थे और उन्होंने हिंदी कथा साहित्य और उपन्यास और पत्रिकाएं भी प्रकाशित कीं और शुरुआती पसंदीदा में से एक हिंदी साहित्य शैली थी जासूसी उपनिषदों के जासूसी उपन्यास जो लोगों के बीच पाठकों के बीच बहुत पसंदीदा थे बंगला से अनुवाद के रूप में हमने देखा है कि एक नए प्रकार के उपन्यास के लिए स्वाद बनाने में मदद मिली थी जो तिलिस्म ए और मौखिक कहानी कहने के अन्य रूपों से और किस्से और कहानियों से अलग थी बंकिमचंद्र अनुवाद की इस संस्कृति के भीतर पाठकों के बहुत पसंदीदा थे वास्तव में कई अनुवादों में मूल लेखक का भी उल्लेख नहीं किया गया था लोगों ने सिर्फ उन्हें लिया उन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने इसका अनुवाद किया वास्तव में कई लेखक अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि वे कलकत्ता की यात्रा करते हैं और अनुवाद करने के लिए उपन्यास उठाते हैं वे कुछ पढ़ते हैं उन्हें यह पसंद आता है और वे इसका अनुवाद करना चाहते हैं और उस बाजार को पूरा करना चाहते हैं वास्तव में यह वह तरीका है जिसमें बंगला में मुद्रण की शुरुआत हुई जहां लोग यूरोपीय मॉडलों से अनुवादित करते थे और निश्चित रूप से यूरोप में भी मुद्रण शुरू में अनुवाद पर आधारित होते थे इसलिए अनुवाद वास्तव में बाइबल के आने के बाद एक नई भाषा छपाई में पहली प्रविष्टि बन जाता है तो हम जासूसी कथा साहित्य के बारे में बात कर रहे थे जासूसी कथा साहित्य एक शैली थी जो हिंदी के पाठकों के बीच बहुत पसंदीदा थी 1900 में गोपालराम गहमरी ने हिंदी मासिक की शुरुआत की जो जासूस नामक जासूसी कथा के लिए समर्पित थी और हरिकृष्ण जौहर हिंदी जासूसी कथा साहित्य के सबसे पुराने लेखकों में से एक थे और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती का उल्लेख करना चाहिए और वह यह है कि जो हमने नोट किया है कि हिंदी केंद्रों में मुद्रण का विकास इन महत्वपूर्ण लेखकों के आसपास हुआ जो प्रिंटर हैं ये महत्वपूर्ण व्यक्ति यह व्यक्ति हैं जैसे कि हमने भारतेन्दु को देखा है हमने रामविलास वर्मा और रामकृष्ण वर्मा को देखा है और हमने अब देवकीनंदन खत्री को भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा है और देवकीनंदन खत्री न केवल भारतेन्दु के साहित्यिक मित्र थे बल्कि वे हिंदी के सबसे अच्छे लेखक चंद्रकांता के लेखक के रूप में अधिक जाने जाते हैं और एक बार जब चंद्रकांता लोकप्रिय बन जाता है तो वह बाजार में अपने स्वयं के प्रेस का अधिग्रहण करते हैं और एक पत्रिका शुरू करते हैं जो अनुमति देता है उन्हें अपनी प्रकाशन की कहानियों को जारी रखने के लिए जो चंद्रकांता श्रृंखला से विकसित होते हैं और इस तरह उनके साथ हिंदी कथा साहित्य को वास्तव में बहुत सहयोग मिलता है इसलिए उपनिवेशवाद के माध्यम से भारत में प्रिंट के आने की इस यात्रा के अंत में मैं कुछ सामाजिक नतीजों कुछ विशेष सामाजिक घटनाओं पर टिप्पणी करके चर्चा करना चाहूंगा जो हमने देखा है हिंदी और उर्दू के बीच के अंतर या उस प्रकार के अंतर को जो हमने बटला प्रेस और अधिक सम्मानजनक प्रेस के बीच या साधु भाषा और चलित भाषा के बीच रोजमर्रा के उपयोग की भाषा और विद्वानों की भाषा और शाब्दिक उपयोग के बीच देखा हम यह कह सकते हैं कि ये उपनिवेशवाद के परिणामी हैं लेकिन मैं विशेष रूप से उपनिवेशवाद के भीतर एक विशेष रूप के रूप में प्रिंट की भूमिका को इंगित करना चाहूंगा यह तथ्य कि प्रिंट वास्तव में एक तरह से संचालित होता है जिसमें यह एक निश्चित प्रकार की भाषा को मानकीकृत करता है यह प्रिंट भाषा और उनके रूपों और संचार के लिए एक निश्चित स्थिरता लाता है जिससे पहचान में दरारें पड़ जाती हैं यह बहुत दिलचस्प है जब हम बंगला प्रिंटिंग के मामले को देखते हैं जहां वास्तव में प्रिंट दोनों तरीकों से काम करता है जबकि इससे पहले विद्वानों या कुलीन उच्च संस्कृति के मौखिक या पांडुलिपि रूप होते थे जो साक्षर आबादी के रूप थे और निम्न जाति कुछ मौखिक प्रदर्शन रूपों का अभ्यास करते थे और दोनों के बीच बहुत कम संबंध होते थे लेकिन प्रिंट के आने की संभावना से क्या हुआ कि घर की महिलाओं की भी बटाला से छपी किताबों तक पहुँच हो गई थी और भद्रलोक के लिए एक वास्तविक चिंता बन गई थी तो प्रिंट में एक निश्चित लोकतांत्रिक बल होता है लेकिन दूसरी ओर यह ठोस भी होता है यह विशिष्ट प्रकार की भाषा और विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक विचार को भी स्थिर करता है तो दो चीजें एक साथ काम करती हैं और एक नए तरह के आयाम में लाती हैं और एक निश्चित प्रकार के औपनिवेशिक हस्तक्षेप प्रशासनिक हस्तक्षेप के साथ ये दरारें स्थायी बन सकती हैं यदि अपने दम पर छोड़ दिया जाए तो उनके पास एक बहुत अलग प्रक्षेपवक्र हो सकता है लेकिन जहां कुछ प्रकार के वितरण को बनाए रखने में एक मजबूत प्रशासनिक शक्ति है हमने आज के व्याख्यान में देखा है जिस तरह का प्रशासनिक हस्तक्षेप दोनों को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और भारतीय हित समूहों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था या याचिका दायर की गई थी और हमने यह भी देखा है कि भद्रलोक के कुछ वर्ग कैसे साधु भासा और चलित के बीच एक निश्चित अंतर को बनाए रखना चाहते थे और बटला प्रेस और अधिक सम्मानजनक साहित्य के बीच एक निश्चित अंतर को बनाए रखना चाहते थे संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से पत्रिकाओं के माध्यम से सांस्कृतिक समाजों और अन्य प्रकार की चीजों के माध्यम से सम्मान का यह अंतर होता है इसलिए अगर प्रशासनिक तंत्र संस्थाएँ हैं जो विभिन्न प्रकार की पहचान का एक अंतर बनाए रखने के लिए कदम उठाते हैं तो वे बहुत गहरा अंतर पैदा करते हैं लेकिन बांग्ला के मामले में स्क्रिप्ट एक ही है चाहे वह साधु भाषा हो या चलित भाषा इसलिए परस्पर विनिमय की संभावना जारी रहती है लेकिन हिंदुस्तानी के मामले में क्योंकि दरार इस तरह की होती है कि जिसमें स्क्रिप्ट को विभेदित किया जाता है जहां एक स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग दूसरे को नहीं पढ़ सकते हैं यह एक निश्चित दरार बन जाता है जो लगभग स्थायी हो जाता है और उल्लंघन करना बहुत मुश्किल होता है